पिछले व्याख्यान में हमने प्रत्येक सदिश क्षेत्र के लिए एक राशि को परिभाषित किया है जिसे अपसरण कहा जाता है तो मुझे यह लिखने दीजिए हम एक राशि जिसे अपसरण कहा जाता है को परिभाषित करते हैं जो हमें इस बारे में बताता है कि एक बंद आयतन में सदिश क्षेत्र का कुल प्रवाह बाहर की ओर था या सदिश क्षेत्र का कुल प्रवाह अंदर की ओर था और इसलिए यह क्षेत्र के स्रोत या सिंक से संबंधित था अब हम विद्युत क्षेत्र को विशेष रूप से देखेंगे और एक विद्युत क्षेत्र के अपसरण के बारे में बात करेंगे याद रखें कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जो x y और z का फलन है मैं इसे सदिश r के फलन के रूप में भी लिख सकता हूं तो अपसरण x अवयव का x के सन्दर्भ में आंशिक अवकलज y अवयव का y के सन्दर्भ में आंशिक अवकलज और z अवयव का z के सन्दर्भ में आंशिक अवकलज का योग होगा फिर से याद करते हुए कि हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं अगर मैं बंद आयतन लेता हूं और इसके सभी सतहों को लेता हूं क्षेत्रफल सदिश की दिशा को आयतन से दूर या बाहर की ओर लेता हूं यदि मैं प्रत्येक सतह पर जो क्षेत्रफल के साथ E क्षेत्रो का योग लेता हूं और संपूर्ण सभी सतहों पर योग करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं घटक को क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में लेता हूं और क्षेत्रफल से गुणा करता हूं यह इस छोटे आयतन के बराबर था आइए हम इसे delta v और अपसरण का गुणनफल कहते हैं और यह वही है जिसके बारे में हमें बताया गया है कि यह किस प्रकार अपसरण का काम करता है यह बताता है कि स्रोत या सिंक क्या है याद करें कि यदि यह मात्रा 0 है तो कोई अपसरण नहीं है और इसलिए क्षेत्र को या क्षेत्रफल पर क्षेत्र के किसी समाकलन को गैर शून्य होना चाहिए ताकि अपसरण गैर शून्य हो और यह विद्युत क्षेत्र के मामले में अभिवाह के रूप में परिभाषित किया गया है तो आइए अब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के अपसरण की गणना करते हैं एक बिंदु x y z पर विद्युत क्षेत्र E को row r prime over r minus r prime cubed के समाकलन के रूप में दिया जाता है और जानबूझकर इसे इस तरह लिखा जाता है ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए d v प्राइम मैं 1 over 4 pi Epsilon 0 में प्राइम आयतन पर समाकलन कर रहा हूं शुरू करने के लिए हम एक बिंदु आवेश जो कि x y z पर है के लिए विद्युत क्षेत्र लिखते है जो 1 over 4 pi Epsilon 0 q r minus r prime over r minus r prime cubed के रूप में दिया जाएगा जहां बिंदु आवेश का पोजीशन r प्राइम पर है और मैं r पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहा हूं यह सदिश r minus r prime है Exyz14π0qr rr r3 आइए हम इस अपसरण को लेते हैं उससे पहले आइए मैं विद्युत क्षेत्र के अलग अलग अवयवों को लिखता हूं E x x y z होगा 1 over 4 pi Epsilon 0 x minus x prime का विभाजन करके हम इस को खोल देते है पूरी चीज़ x minus x prime square plus y minus y prime square plus z minus z prime square raise to 3 by 2 होगी इसी तरह बिंदु x y z पर E y 1 over 4 pi Epsilon 0 के बराबर होगा या यहां q होगा जिसमें q y minus y prime इस पूरी चीज x minus x prime square plus y minus y prime square plus z minus z primes raise to 3 by 2 के ऊपर होगा Exxyz14π0qx xx x2y y2z z232 Eyxyz14π0qy yx x2y y2z z232 जल्दी से मैं z अवयव को भी लिखूंगा x y z पर E z 1 over 4 Epsilon 0 q z minus z prime over x minus x prime square plus y minus y prime square plus z minus z prime square raised to 3 by 2 के बराबर होगा Exxyz14π0qz zx x2y y2z z232 आइए अब x के सन्दर्भ में E x के आंशिक की गणना करें ध्यान दीजिये कि x y z का यह E x फलन है इसलिए मैं x के सन्दर्भ में आंशिक समय लेता हूं जो कि 1 over 4 pi Epsilon 0 q x minus x prime over x minus x prime square plus y minus y prime square plus z minus z prime squared is to 3 by 2 का आंशिक अवकलज है Exxyz∂x∂x14π0qx xx x2y y2z z232 और इसे जल्दी करते हैं और यह आता है कि q over 4 pi Epsilon 0 उभय निष्ठ है पहला पद आपको देता है 1 बटे लिखने की जगह की कमी के कारण मुझे फिर इसे लिखने दीजिये कि यह r minus r prime cubed plus x minus x prime है अब मैं इस 1 over r minus r cube के आंशिक अवकलज को लेता हूं तो यह आपको minus 3 by 2 1 over x minus x prime square plus y minus y prime square plus z minus z prime square raise to 5 by 2 देगा और उपर मुझे 2 times x minus x prime मिलेगा तो यह q over 4 pi Epsilon 0 1 over r minus r prime cubed minus 3 x minus x prime square divided by r minus r prime raise to 5 के बराबर आता है Exxyz∂xq4π01r r3 3x x2r r5 मैं इसी तरह आंशिक y पर आंशिक E y की गणना कर सकता हूं और यह q over 4 pi Epsilon 0 होगा आप इस 1 over r minus r prime cube minus 3 y minus y prime square over r minus r prime raise to 5 देख सकते हैं और आंशिक z पर आंशिक E z q over 4 pi Epsilon 0 1 over r minus r prime cubed minus 3 z minus z prime square over r minus r prime raise to 5 होगा Ey∂yq4π01r r3 3y y2r r5 Ez∂zq4π01r r3 3z z2r r5 इन सब में हमने r सदिश को prime प्राइम सदिश के बराबर नहीं लिया है क्योंकि तब यह पद गायब हो जाएगा जो भी गणित मैं कर रहा हूं उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर मैं इन सब को जोड़ता हूं तो इस परिस्थिति को आपको याद रखना चाहिए अगर मैं इन सब को जोड़ता हूं तो मुझे partial x over partial x over partial x plus partial E y over partial y plus partial E z over partial z प्राप्त होगा जो कि E x y z के अपसरण के अलावा और कुछ नहीं है इन पदों के बराबर है जो मुझे 3 over r minus r prime cubed देते है तो मुझे मिलता है q over 4 pi Epsilon 0 3 over r minus r prime cubed minus 3 x minus x primes square plus y minus y prime square plus z minus z prime square मुझे मापांक r minus r prime square divided by r minus r prime raise to 5 देता है और यह 0 है तो जब तक कि आप आवेश पर नहीं बैठे हैं तब तक क्षेत्र का अपसरण 0 होता है Ex∂xEy∂yEz∂zq4π03r r3 3r r2r r50 for rr तो हमने सीखा है कि अगर मैं पोजीशन r प्राइम पर एक बिंदु आवेश q लेता हूं और किसी बिंदु r पर E के अपसरण की गणना करता हूं जब r r प्राइम के बराबर नहीं होगा तो यह 0 होगा इसलिए अब यदि मैं आवेश वितरण लेता हूं जब तक मैं आवेश वितरण से दूर हूं इसका मतलब है कि एक बिंदु पर जहां कोई आवेश नहीं है विद्युतस्थैतिक क्षेत्र का अपसरण हमेशा 0 होगा इसका यह अर्थ है कि E का समाकलन एक आयतन पर जहां कोई आवेश नहीं है 0 होगा एक आयतन पर जो आवेश को संलग्न नहीं करता है लेकिन उस आयतन के बारे में क्या जो आवेश को संलग्न किए हुए है आइए अब हम उस को देखते है मान लीजिये कि मेरे पास r प्राइम पर आवेश q है और मैं इसके लिए एक आयतन गोलाकार आयतन बनाता हूं जिससे इसके साथ काम करना आसान हो जाए तो आइए हम इस आवेश और इसके आस पास के आयतन को देखते है फिर मुझे पता है कि क्षेत्र रेखाएं हर जगह इस तरह से बाहर जा रही हैं और जैसा कि आपने पहले ही चर्चा किया है सतह भी आयतन से जो सतह पर लंबवत आयतन है दूर जाने की दिशा में होता है मैं इस लंब और उस सब के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा लेकिन अभी सिर्फ इस d r को लें हम इस क्षेत्र को लेते हैं जो सतह से लंबवत सतह पर आयतन से बाहर की ओर इशारा करते हुए सतह से दूर जाने वाले हर बिंदु को लेता हैं तो आप देखते हैं कि E और सतह हर जगह समानांतर हैं और इसलिए E और d s का अदिश गुणनफल कुछ भी नहीं बल्कि वहां E और क्षेत्रफल का गुणनफल होता है अब मैं जानता हूं कि E एक बिंदु आवेश के लिए q over 4 pi Epsilon 0 1 over r square होता है जहां r केंद्र बिंदु से दूरी है EdsEarea Eq4π01r2 Eds4πr2q4π01r2q0 तो यह पूरी सतह पर E का मान है इस पूरी गोलाकार सतह पर समान है और इसलिए यदि मैं E और d s के अदिश गुणनफल को 4 pi r square q over 4 pi Epsilon 0 1 over r square लेता हूँ यह रद्द हो जाता है 4 pi रद्द हो जाता है और यह Epsilon 0 द्वारा विभाजित q के बराबर आता है तो अब मैं जानता हूं कि एक बिंदु आवेश के लिए इसके चारों ओर एक गोले पर E और d s का अदिश गुणनफल q over Epsilon 0 के बराबर होता है यह किसी भी सतह के लिए सत्य है आइए इसे देखते हैं अगर मैं एक मनमाना सतह बनाता हूं तो दो सतहों के बीच के आयतन पर E और d s का अदिश गुणनफल 0 होगा क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि E और d s के अदिश गुणनफल का समाकल d v का अपसरण होता है और इस क्षेत्र में बीच में कोई आवेश नहीं है यदि बीच में कोई आवेश नहीं है तो यह 0 होगा यदि यह 0 है इसका मतलब है कि जो भी अभिवाह भीतर आ रहा है जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अभिवाह भीतर आ रहा है कहिए कि अभिवाह बाहर जा रहा है क्योंकि यह अपसरण 0 है इसका मतलब यह है कि किसी भी सतह पर E और d s के अदिश गुणनफल Epsilon 0 द्वारा विभाजित उस सतह से घिरा हुआ q है वह सतह गोलाकार हो इसकी आवश्यकता नहीं है ठीक है इसलिए जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ करें और इसे एक साथ लाकर और विद्युतस्थैतिक क्षेत्र के अपसरण के लिए सामान्य व्यंजक लिखें तो आइए देखें कि हमने क्या सीखा है तो यदि हमें एक आवेश वितरण दिया जाता है तो हम इसे r का rho कहते हैं हमने जो सीखा है वह नंबर 1 है कि आवेश वितरण के बाहर की बिंदुओं के लिए E का अपसरण 0 के बराबर है क्रम नंबर 2 जो हमने सीखा वह है कि यदि मैं विद्युत क्षेत्र के प्रवाह को लिखता हूं या यदि मैं सतह पर E और ds के अदिश गुणनफल को लिखता हूं तो अपसरण प्रमेय से यह सतह द्वारा चारों ओर से घेरे हुए या बंद किए गए आयतन पर E के अपसरण के बराबर है और तीसरा यह है कि यदि मैं एक बिंदु आवेश को घेरने वाली सतह पर E और ds के अदिश गुणनफल को लेता हूं तो यह epsilon zero द्वारा विभाजित बिंदु आवेश के बराबर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सतह कहां पर है बिंदु आवेश सतह द्वारा घिरा होना चाहिए और इसको सटीक बनाने के लिए सतह किसी भी आकार की हो सकती है गोलाकार या गैर गोलाकार या या कोई भी मनमाना आकार इसलिए मैं अब इन तीन तथ्यों का उपयोग करके यह दिखाऊंगा कि विद्युत क्षेत्र का अपसरण क्या है तो आइए हम इस आवेश वितरण rho r को सतह के अंदर लेते हैं और गोलाकार या किसी भी आकार के बहुत छोटे आयतन पर विचार करते हैं फिर अंदर किसी भी बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र E को E1 plus E2 के रूप में लिख सकता हूं जहां E1 आयतन के अंदर के आवेशों के कारण होने वाले क्षेत्र के बराबर है और यदि आयतन काफी छोटा है तो हम यह मान सकते हैं कि लगभग सभी बिंदुओं पर क्षेत्र समान है और E2 बाहर के आवेशों के कारण क्षेत्र के बराबर है और फिर हमने जो कुछ भी सीखा है उससे E का अपसरण E1 के अपसरण और E2 के अपसरण के जोड़ के बराबर होगा हालाँकि E2 का अपसरण शून्य है क्योंकि E2 उन आवेशों के कारण है जो इस आयतन के बाहर हैं और इसलिए यह E1 का अपसरण है तो अब मैं अगर किसी बिंदु पर E के अपसरण का आयतन समाकलन लिखता हूँ जिसका आयतन पर समाकलन किया गया है तो यह E1 के अपसरण के बराबर है इस सतह से घिरे आवेशों के कारण क्षेत्र E1 है E के अपसरण और dV का अदिश गुणनफल को जिसे मैं सतह पर E1 और ds के अदिश गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं और यह epsilon zero द्वारा संलग्न आवेशों के अलावा कुछ भी नहीं है अगर आपने अभी कुछ मिनट पहले इसे देखा है तो एक छोटे आयतन द्वारा संलग्न आवेश को मैं समय में छोटे आयतन delta V के अंदर आवेश घनत्व के रूप में लिख सकता हूं और बाईं ओर फिर से यदि आयतन छोटा है तो E के अपसरण को पूरे आयतन डेल्टा V पर समान माना जा सकता है और अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ delta V कट जाता है और मुझे इस आवेश वितरण के अंदर E का अपसरण epsilon zero द्वारा विभाजित rho मिलता है यहाँ भी एक epsilon zero है और इसलिए मैं अब लिख सकता हूं कि किसी भी बिंदु पर del और E का अदिश गुणनफल उस बिंदु पर rho के उस बिंदु पर का epsilon zero द्वारा विभाजित आवेश घनत्व के बराबर है यदि आवेश घनत्व शून्य है तो इसका अर्थ है कि मैं आवेश वितरण के बाहर हूं अपसरण शून्य है और यदि मैं आवेश वितरण के अंदर हूं तो अपसरण epsilon zero द्वारा विभाजित घनत्व है तो यह अपसरण पर सबसे सामान्य बात है और इसे गाउस के नियम के अवकल रूप में जाना जाता है